तो अगर हम 8085 की आंतरिक आर्किटेक्चर को देखें तो कुछ विशेष रजिस्टर हैं जैसे कि एक्यूमिलेटर यह एक विशेष रजिस्टर है एक अन्य विशेष रजिस्टर है जिसे फ्लैग रजिस्टर कहा जाता है वे वास्तव में इस अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के साथ संयोजन में हैं तो जैसा कि हमने देखा है कि किसी भी प्रोसेसर इसमें एक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होगी इसमें कुछ रजिस्टर फ़ाइल होंगी जिसमें रजिस्टरों का एक सेट और कुछ कंट्रोलर्स होंगे हम सिर्फ इस 8085 इंटरनल के विवरण पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं आप ऐलयु भाग इस विशेष रजिस्टर अस्थायी रजिस्टर को देखेंगे और यहाँ फ्लैग रजिस्टर का एक सेट है फ्लैग रजिस्टर जिसमें फ्लिप फ्लॉप का एक सेट होता है अस्थायी रजिस्टर 8 बिट चौड़ा है और फ्लैग 5 बिट चौड़ा है ऐलयु यह 8 बिट्स के संदर्भ में ऑपरेशन करता है और एक आंतरिक डेटा बस है जो 8 बिट चौड़ी है सभी आंतरिक डेटा इस बस के माध्यम से बहेंगे अब हम इसे बाहर से देखते हैं कि जिस तरह से प्रोसेसर के लिए इंस्ट्रक्शन आता है वह कैसे जारी रहता है तो जब इंस्ट्रक्शन आता है तो यह इंस्ट्रक्शन यह इस लाइन AD7 से AD0 द्वारा आएगी जब यह भाग हम मान लेते हैं कि यह डेटा बस के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है तो बाहरी दुनिया से पहला इंस्ट्रक्शन यहां आया है फिर यह इंस्ट्रक्शन इस रेखा से गुजरेगा तो यह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पर आ जाएगा इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर तक पहुंचता है और फिर इंस्ट्रक्शन का ओपकोड हिस्सा डिकोड किया जाता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर और मशीन साइकिल एन्कोडिंग मॉड्यूल इंस्ट्रक्शन के अर्थ को डिकोड करेगा और यह भी बताएगा कि इसे क्या ऑपरेशन करना है तो तदनुसार यह टाइमिंग और कण्ट्रोल लॉजिक को निर्देश देगा और यह है कि यह टाइमिंग और कण्ट्रोल लॉजिक इस इंस्ट्रक्शन डायोडर से इंस्ट्रक्शन ओपकोड प्राप्त करेगा यह क्लॉक सिग्नल उत्पन्न करेगा जिसे क्लॉक सिग्नल मिलेगा और इसमें यह क्लॉक आउट होगा इसमें क्लॉक सिग्नल बाहरी दुनिया से होगा 8085 में कई अन्य लाइनें हैं जो इनपुट या आउटपुट के रूप में काम कर रही हैं जैसे यह क्लॉक आउट सिग्नल यह मूल रूप से क्लॉक आउट का मूल्य है तो जो भी क्लॉक संकेत आ रहा है तो इसे क्लॉक आउट के रूप में उत्पन्न किया जाता है फिर इस रीड बार लाइन को कण्ट्रोल आउटपुट के रूप में दिया जाता है तो राइट बार लाइन को कंट्रोल आउटपुट के रूप में भी दिया जाता है आइए हम उन संकेतों पर ध्यान दें जो इस टाइमिंग एंड कण्ट्रोल मॉड्यूल में आ रहे हैं क्लॉक क्रिस्टल ऑसिलेटर द्वारा उत्पन्न होती है तो क्रिस्टल इन 2 पिनों के बीच क्लॉक जनरेटर पिन से जुड़ा होगा फिर यह रेडी सिग्नल तो रेडी एक विशेष सिग्नल है तो हम इसे बाद में विस्तार से देखेंगे लेकिन यह अनिवार्य रूप से क्या करता है कि यदि मेमोरी चिप जिस पर आप प्रोसेसर को जोड़ रहे हैं अगर प्रोसेसर की तुलना में मेमोरी चिप धीमा है तो प्रोसेसर ने एड्रेस लाइन पर एड्रेस डालने के बाद यह उम्मीद करेगा कि डेटा कुछ समय बाद उपलब्ध होगा यदि मेमोरी उस समय के भीतर डेटा देने में सक्षम नहीं है तो उसे प्रोसेसर को बताना चाहिए कि मुझे कुछ और समय के लिए एड्रेस की आवश्यकता है तो उस स्थिति में यह इस रेडी सिग्नल को एक उच्च संकेत देगा कि मेमोरी अभी तैयार नहीं है डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं है इस तरह यह रेडी इस टाइमिंग और कंट्रोल मॉड्यूल के इनपुट के रूप में आता है फिर अगली इनपुट लाइन हमारे पास है वह होल्ड लाइन है तो होल्ड लाइन यह एक विशेष प्रकार के ऑपरेशन के संबंध में महत्वपूर्ण है जिसे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या डीएमए के रूप में जाना जाता है तो डीएमए में ऐसा होता है कि एक ही बस से जुड़े कई प्रोसेसर हो सकते हैं और वे एक ही मेमोरी से बात कर रहे हैं तो जब ऐसा होता है तो कई प्रोसेसर एक ही बस के मास्टर होते हैं तो इस बात पर विवाद होगा कि कौन सा प्रोसेसर अगला बस एक्सेस करेगा या नहीं नीति यह है कि जब भी कोई प्रोसेसर बस का उपयोग करना चाहता है तो यह एक होल्ड सिग्नल भेजेगा तो अन्य प्रोसेसर बस को जारी करेगा और यह एक होल्ड अक्नोव्लेद्गेमेन्ट भेजेगा कि मैं बस का उपयोग नहीं कर रहा हूं तो आप इसे अब उपयोग कर सकते हैं यह होल्ड और होल्ड अक्नोव्लेद्गेमेन्ट तो इन 2 पिन का उपयोग उस उद्देश्य में किया जाता है हम डीएमए डेटा ट्रांसफर प्रकार के संचालन के बारे में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे RESET IN मूल रूप से रीसेट पिन है यदि रीसेट पिन दबाया जाता है तो यह RESET IN लाइन सक्रिय हो जाएगी और यह रीसेट आउट उत्पन्न करेगा तब यह होल्ड को उत्पन्न करेगा होल्ड आउट को उत्पन्न करेगा फिर यह स्टेटस लाइन तो S0 S1 आपको बताएगा कि यह अब कौन सा ऑपरेशन कर रहा है और IO M बताएगा यह IO ऑपरेशन या मेमोरी ऑपरेशन कर रहा है तो इसका उपयोग मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस से एड्रेस और डेटा बस वैल्यू को मल्टीप्लेक्स करने के लिए किया जाएगा तो इसके अलावा हमें बी रजिस्टर सी रजिस्टर डी ई हैच और एल जैसे जनरल पर्पस रजिस्टर मिले हैं वे सभी 8 बिट रजिस्टर हैं हालाँकि कुछ इंस्ट्रक्शंस में आप उन्हें 16 बिट रजिस्टर जोड़ी के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं उस मामले में मुझे रजिस्टर पेअर बी मिला है जिसमें रजिस्टर बी और सी हैं जो इसे कुल 16 बिट बनाते हैं हमें रजिस्टर पेअर डी मिला है एक जोड़ी के रूप में डी ई और एच एल एक जोड़ी के रूप में तो ये सभी व्यक्तिगत रूप से 8 बिट रजिस्टर हैं लेकिन जब आप उनमें से 2 को एक साथ ले रहे हैं तो 16 बिट रजिस्टर बनाता है स्टैक पॉइंटर एक विशेष उद्देश्य रजिस्टर है जो 16 बिट रजिस्टर है फिर प्रोग्राम काउंटर है तो प्रोग्राम काउंटर यह बताएगा कि एक्सेस करने के लिए अगला इंस्ट्रक्शन एड्रेस क्या है जब हम RESET IN लाइन हाई डालकर इस प्रोसेसर को रीसेट करते हैं तो यह प्रोग्राम काउंटर वैल्यू 0 पर रीसेट हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप यह प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन फेच चक्र में चला जाता है यह 0 मान इस एड्रेस बफर से एड्रेस बस में डाल दिया जाएगा तब प्रोसेसर अब मेमोरी लोकेशन 0 से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है इसलिए यदि आप अपने सिस्टम इनिशियलाइज़ेशन रुटीन को एड्रेस 0 से शुरू करते हैं तो सिस्टम इनिशियलाइज़ हो जाएगा तो इस तरह से यह विशेष बात है तो जब यह RESET IN पिन सक्रिय होता है तो यह प्रोग्राम काउंटर वैल्यू 0 बन जाता है तब एक इन्क्रीमेंटर डिक्रीमेन्सर एड्रेस लैच होता है यह मूल रूप से एड्रेस भाग को इन्क्रिमेंटिंग या डीक्रिमेंटिंग के लिए होता है कुछ अतिरिक्त सर्किटरी की आवश्यकता होगी कुछ लैच की आवश्यकता होगी हमारे पास सीरियल IO कण्ट्रोल है जो SID और SOD लाइनों को नियंत्रित करेगा वहाँ इंटरप्ट कंट्रोलर हैं इंटरप्ट हैंडल करने को इसलिए यदि आप प्रोसेसर को बाहर से बताना चाहते हैं कि कुछ विशेष हुआ है और इसका ध्यान रखना है उदाहरण के लिए यदि यह 8885 माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग किसी संयंत्र के संचालन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है तो अगर आग का पता चला है तो कुछ स्मोक डिटेक्टर प्रोसेसर को यह इंटरप्ट कर सकते हैं कि कुछ असामान्य स्थिति का पता चला है और जब यह इंटरप्ट प्रोसेसर के लिए आती है हम बाद में देखेंगे कि जो भी प्रोसेसर कर रहा था वह समय के लिए निलंबित हो जाएगा और यह उस असाधारण स्थिति की सर्विसिंग के लिए संबंधित इंटरप्ट सर्विस रूटीन के निष्पादन में चला जाएगा तो ये 8085 के इंटरनल्स हैं तो यह ऐसा है यह इंटेल द्वारा जारी किया गया दस्तावेज़ है और सिस्टम के उपयोगकर्ता के रूप में हमें पता चलता है कि ये विशेष रजिस्टर हैं ये रजिस्टर हैं जो वहाँ हैं तो कौन सा रजिस्टर किस इंस्ट्रक्शन में सुलभ है और उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है वगैरह इस चर्चा के शेष भाग में प्रलेखित किया जाएगा तो यदि हम संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं माइक्रोप्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट ऐएलयू रजिस्टर इंटरप्ट और इंटरनल डेटाबेस होते हैं तो इस कंट्रोल यूनिट से माइक्रोप्रोसेसर के कुल संचालन को नियंत्रित किया जाएगा ऐएलयू एक डाटा प्रोसेसिंग फ़ंक्शन करेगा तो जो भी अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन आवश्यक हैं वह ऐएलयू रजिस्टरों द्वारा किया जाएगा वे सीपीयू को आंतरिक स्टोरेज प्रदान करेंगे और इसलिए वास्तव में यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि यदि आप किसी विशेष डेटा का उपयोग करना चाहते हैं या यदि आप बहुत तेजी से एक ऑपरेशन करना चाहते हैं तो यदि ऑपरेंड मेमोरी में हैं तो ऑपरेशन करते समय मुझे ऑपरेंड को मेमोरी से एएलयू में लाना चाहिए ऑपरेशन करने के लिए लेकिन अगर वे सीपीयू रजिस्टर में हैं तो यह चिप के लिए आंतरिक है तो कोई बाहरी एक्सेस आवश्यक नहीं है परिणामस्वरूप ऑपरेशन बहुत तेज होगा इसलिए यदि आप वास्तव में तेजी से निष्पादन की तलाश कर रहे हैं तो आपको इन इंस्ट्रक्शंस के ऑपरेंड को रजिस्टर में डालना चाहिए बेशक यह संभव नहीं हो सकता है क्योंकि रजिस्टर संख्या सीमित हैं तो हमें केवल B C D E और H L मिला है केवल सीपीयू के अंदर ये 6 रजिस्टर उपलब्ध हैं इसलिए प्रोग्राम के केवल सबसे महत्वपूर्ण वेरिएबल वे उन रजिस्टरों में डाले जा सकते हैं और शेष सभी मेमोरी में होंगे और उनका संचालन धीमा होगा लेकिन यह क्रिटिकल चीज़ो के लिए महत्वपूर्ण है तो उन्हे तेज़ बनाया जा सकता है तो ये रजिस्टर वे सीपीयू को इंटरनल स्टोरेज प्रदान करते हैं फिर इंटरप्ट वहाँ है और सिस्टम को इंटरप्ट करने के लिए और यह बताने के लिए कि कुछ विशेष ने अपील की है कि उस स्थिति का ध्यान रखें और वहाँ इंटरनल डाटा बस है तो यह प्रोसेसर के आंतरिक मॉड्यूल को जोड़ने वाला होगा ऐएलयू में अरिथमेटिक एंड लॉजिकल सर्किट शामिल हैं ऐएलयू में एक्यूमिलेटर शामिल है जो हर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन का हिस्सा है मैं इस बिंदु को उजागर करना चाहूंगा कि यह अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के हर तर्क का हिस्सा है तो किसी भी ऑपरेशन के लिए यह ALU एक ऑपरेंड या पहले ऑपरेंड में से एक है और परिणाम भी एक्यूमिलेटर में संग्रहीत किया जाता है तो यह स्रोत ऑपरेंड पहला ऑपरेंड और साथ ही साथ इन ऑपरेशनों के बजाय इनका गंतव्य है तो इसके अलावा एक एक्यूमिलेटर तो एक अस्थायी रजिस्टर है जो इंस्ट्रक्शन के निष्पादन के दौरान अस्थायी रूप से डेटा रखता है और अस्थायी रजिस्टर प्रोग्रामर द्वारा सुलभ नहीं है इसलिए अगर हम वापस आएँ और इस ALU जैसे इस आरेख को देखें जब यह ऑपरेशन कर रहा हो तो इस इनपुट पर उपलब्ध होने के लिए मूल्य की आवश्यकता है उन्हें स्थिर मूल्य होना चाहिए जो उन्हें अस्थाई नहीं होने चाहिए बस की तरह अगर मैं बी रजिस्टर के साथ ए रजिस्टर की सामग्री को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो बी रजिस्टर मूल्य यहां स्थिर शैली में उपलब्ध होना चाहिए तो सिस्टम क्या करेगा यह बी रजिस्टर मूल्य को इस अस्थायी रजिस्टर में स्थानांतरित कर देगा और फिर यह ALU को वह संकेत देगा नतीजतन मूल्यों को जोड़ा जाएगा और परिणाम बस पर उपलब्ध होगा जो एक्यूमिलेटर में संग्रहीत किया जाएगा यदि यह कुछ मेमोरी लोकेशन कंटेंट के साथ A जोड़ने की कोशिश कर रहा है तो मेमोरी लोकेशन कंटेंट इस बस के माध्यम से वहां से डेटा बफर में आ जाएगा तो यह अस्थायी रजिस्टर में आ जाएगा और यह टाइमिंग एंड कण्ट्रोल मोडूयल तो यह उसे करने के लिए उपयुक्त कण्ट्रोल संकेत उत्पन्न करेगा फिर मूल्य को इस अस्थायी रजिस्टर में लोड किया जाएगा और फिर इस ALU का उपयोग करके मूल्य जोड़ा जाएगा और एक्यूमिलेटर में वापस संग्रहीत किया जाएगा तो यह अस्थायी रजिस्टर प्रोग्रामर द्वारा सुलभ नहीं है क्योंकि प्रोग्रामर को वास्तव में पता नहीं होना चाहिए की इस अस्थायी रजिस्टर की संरचना क्या है यह इंटेल के लोगों द्वारा नहीं बताया गया है तो यह सिर्फ यह है कि यह कहा जाता है कि ऐसा कुछ है जो अंदर है तो क्या यह 8 बिट रजिस्टर है या इससे अधिक कुछ है तो यह भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है तो जहां तक उपयोगकर्ताओं का संबंध है तो उपयोगकर्ता एक्यूमुलेटर फ्लैग रजिस्टरों को बी सी डी ई एच एल देखेंगे तो उन्हें जनरल पर्पस रजिस्टर कहा जाता है जनरल पर्पस रजिस्टर का मतलब है वे सामान्य रूप से इस ऐएलयू ऑपरेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं तो उनमें से सभी 8 बिट रजिस्टर हैं और व्यक्तिगत रूप से उपयोग किए जा सकते हैं तो आप इन रजिस्टरों को 8 बिट रजिस्टर के रूप में उपयोग कर सकते हैं या आप इसे 16 बिट जोड़ी की तरह उपयोग कर सकते हैं जैसे बी सी डी एच एल 16 बिट जोड़ा भी आप उपयोग कर सकते हैं और एच और एल उन्हें डेटा पॉइंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तो यह एक और बहुत ही दिलचस्प बात है जैसे कई बार कहें कि क्या होता है कि हमें अपने प्रोग्राम में एक पॉइंटर को लागू करने की आवश्यकता है तो पॉइंटर के लिए जो आवश्यक है वह यह है कि ऑपरेंड जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन में है यह वास्तविक ऑपरेंड नहीं है लेकिन यह ऑपरेंड का एक एड्रेस है इसलिए हमें वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए उस विशेष ऑपरेंड द्वारा मेमोरी स्थान पॉइंट एक्सेस करना होगा तो यह H L जोड़ी जब इसे इस पॉइंटर के रूप में उपयोग किया जाता है तो इसका उपयोग कुछ मेमोरी एड्रेस को रखने के लिए किया जा सकता है और प्रोसेसर क्या करेगा यह HL रजिस्टर जोड़ी मूल्य को ऑपरेंड के रूप में उपयोग नहीं करेगा लेकिन यह ऑपरेंड के रूप में संबंधित मेमोरी लोकेशन का उपयोग करेगा तो यह हाई लेवल लैंग्वेज में पॉइंटर को लागू करने में मदद करता है इसके अलावा विशेष प्रयोजन रजिस्टर हैं तो इस तरह के एक विशेष उद्देश्य रजिस्टर एक्यूमुलेटर है तो एक्यूमुलेटरएक 8 बिट रजिस्टर है और यह आम तौर पर पहले ऑपरेंड के साथ साथ किसी भी ऑपरेशनOperation के परिणाम को स्टोर करता है एक अन्य विशेष रजिस्टर फ्लैग रजिस्टर है अब इस अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन्स को करते समय विभिन्न एक्सेप्शनल स्थितियां हो सकती हैं उदाहरण के लिए जब मैं एक नंबर स्टोर कर रहा हूं ताकि संख्या सकारात्मक या नकारात्मक हो सके तो जब एक्यूमुलेटर में एक संख्या जमा करते हैं यदि एक्यूमुलेटर सामग्री नकारात्मक है तब मुझे उस स्थिति के आधार पर कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है तो हमें यह जानने की जरूरत है कि इस ऑपरेशन का मूल्य क्या है अंतिम ऑपरेशनOperation में जो भी ऑपरेशन किया गया है उस परिणाम का प्रकार क्या है तो यदि ऑपरेशन करने के बाद का परिणाम नकारात्मक है तो विशेष रजिस्टर फ्लैग के इस विशेष बिट डी 7 को सेट किया जाएगा यह बताने के लिए कि परिणाम नकारात्मक था और परिणाम यदि सकारात्मक है तो यह D 7 0 होगा अंतिम ऑपरेशन हो सकता है कि इसका परिणाम कुल मूल्य 0 है हो सकता है कि हमने सामान मूल्यु को घटाया है और परिणामस्वरूप परिणाम 0 हो गया हो तो उस स्थिति में यह डी 6 बिट 1 पर सेट हो जाएगा एक पर सेट हो जाएगा बताने के लिए कि यह परिणाम 0 हो गया है तो यह विशेष बिट 1 बन जाएगा यह बताएगा कि परिणाम 0 है अन्यथा z बिट 0 के बराबर होगा तब इस D 5 का उपयोग इस D 3 D 5 D 3 और D 1 के समान नहीं किया जाता है इन 3 बिट्स का उपयोग प्रोसेसर डिजाइनरों द्वारा नहीं किया जाता है तो हमें एक कैरी बिट मिला है जो CY कैरी बिट है तो जब हम ऐएलयू द्वारा कुछ अड्डीसन या सबस्ट्रक्शन ऑपरेशन कर रहे हैं तो यह एक कैरी जनरेट कर सकता है यदि कैरी जेनरेट होता है तो यह D0 बिट 1 के बराबर होगा जो बताएगा कि कैरी जनरेट किया गया है अन्यथा यह बिट 0 होगा फिर यह बिट D 2 पैरिटी बिट है तो यह बताएं कि क्या हमारे पास जो परिणाम है उसके पास इवन संख्या की वन है या नहीं यदि यह नहीं है तो यह पी बिट 1 होगा यदि यह हां है तो यह पी बिट 0 होगा फिर हमें एक और बिट डी 4 मिला है जो अक्सिल्लरी कैरी है यह बताते हुए कि यह वहाँ है अड्डीसनकरने के बाद तो 4 बिट के बाद कि कोई कैरी जनरेट हुआ था या नहीं तो यह अगले कुछ स्लाइड्स में विस्तृत होगा तो पहला सिग्न फ्लैग है जैसा कि मैं बता रहा था कि इसका उपयोग एक्यूमुलेटर में डेटा के साइन को दर्शाने के लिए किया जाता है यह नकारात्मक हो सकता है यह सकारात्मक हो सकता है तो अगर यह ऋणात्मक है तो यह 1 है और यदि यह सकारात्मक है तो बिट 0 है हमें 0 फ्लैग मिला है यदि किसी ऑपरेशन के बाद प्राप्त परिणाम 0 है तो 0 फ्लैग सेट किया जाएगा जो उस रजिस्टर के इन्क्रीमेंट डेक्रिमेंट के ऑपरेशन के बाद सेट किया गया है तो अगर यह कुछ A रजिस्टर ऑपरेशन किया जाता है इन्क्रीमेंट रजिस्टर डिक्रिमेंट रजिस्टर या कुछ अड्डीसन और सबस्ट्रक्शन ए 0 फ्लैग सेट किया जा सकता है तो कैरी फ्लैग सेट किया जाएगा यदि कोई कैरी या बोर्रो है अरिथमेटिक ऑपरेशन से तो सबस्ट्रक्शन के लिए बोर्रो अड्डीसन के लिए एक कैरी है तो अगर कुछ कैरी या बोर्रो जेनेरेट किया जाता है तो यह कैरी फ्लैग सेट किया जाएगा फिर अक्सिल्लरी कैरी है तो अक्सिल्लरी कैरी सेट है अगर कैरी वहां है तो बिट 3 से कैरी आउट है तो बिट 3 से यदि वे सभी परिणाम 8 बिट परिणाम हैं तो बिट नंबर 3 से बिट नंबर 4 तक अगर कोई कैरी जनरेटहोता है तो ये अक्सिल्लरी कैरी सेट किए जाएंगे तो यह विशेष रूप से आवश्यक है जब हम कुछ बाइनरी कोडेड डेसीमल प्रारूप के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं तो यह अक्सिल्लरी कैरी बिट आवश्यक है तो यह उस उद्देश्य के लिए रखा गया है और इस पैरिटी फ्लैग तो यह सेट होता है जब पैरिटी इवन होता है और क्लियर होता है अगर पैरिटी ओड है तो पैरिटी इवन का अर्थ यह है कि यदि एक्यूमुलेटर में वन्स की संख्या 1 है तो यह तब 1 पर सेट हो जाता है और यदि यह ओड है तो यह 0 पर सेट है इसके अलावा इन जनरल पर्पस रजिस्टर जैसे एक्यूमुलेटर और फ्लैग की तरह विशेष रजिस्टर मिला है अन्य रजिस्टर जो हमारे पास है वह प्रोग्राम काउंटर है तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रजिस्टर है क्योंकि इसका उपयोग इंस्ट्रक्शन के निष्पादन की अनुक्रमण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जैसे कि प्रोसेसर द्वारा किस इंस्ट्रक्शन को निष्पादित किया जाएगा इस रजिस्टर की सामग्री से ही तय किया जाता है क्योंकि यह अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है तोक्युकी यह अड्रेस को रखे हुए है और अड्रेस64 किलोबाइट आकार का हो सकता है तो यह 16 बिट चौड़ा होना चाहिए तो इस तरह मेरे पास प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर हो सकता है तो प्रत्येक यह अनुक्रमण ऑपरेशन कर रहा होगा तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो मान लीजिए कि मैं वर्तमान में मेमोरी लोकेशन हजार का इंस्ट्रक्शन निष्पादित कर रहा हूं और अगला इंस्ट्रक्शन जिसे मैं निष्पादित करना चाहता हूं वह स्थान 3000 से होना चाहिए तब मुझे जो अनिवार्य रूप से करने की आवश्यकता है वह यह है कि इस प्रोग्राम काउंटर मूल्य को किसी तरह से इसे मूल्य 3000 के साथ लोड किया जाना चाहिए इसलिए ऐसा किया जाता है यह प्रोग्राम काउंटर की जिम्मेदारी है एक और बहुत ही दिलचस्प रजिस्टर है जो स्टैक पॉइंटर है तो यह भी एक 16 बिट रजिस्टर है और यह मेमोरी में एक विशेष स्थिति को इंगित करता है यह रजिस्टर एक विशेष क्षेत्र जिसे स्टैक कहा जाता है को इंगित करता है तो यह डेटा को होल्ड करने के लिए मेमोरी का एक क्षेत्र है जिसे जल्द ही पुनर्प्राप्त किया जाएगा और यह लास्ट इन फर्स्ट आउट फैशन में जाता है तो हम इस स्टैक के लिए बाद में वापस आएंगे जब तक हम यह समझते हैं कि यह स्टैक पॉइंटर एक और 16 बिट रजिस्टर है जो मेमोरी के एक विशेष हिस्से को इंगित करता है जिसे स्टैक कहा जाता है कुछ अन्य नॉन प्रोग्रामेबल रजिस्टर हैं एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डिकोडर है तो जो इंस्ट्रक्शन बाहरी दुनिया से आता है प्रोसेसर अगले इंस्ट्रक्शन के एड्रेसको एड्रेस बस में डालता है और मेमोरी अगले इंस्ट्रक्शन के साथ प्रतिक्रिया करती है इसलिए अगला इंस्ट्रक्शन जब डेटा बस बफर पर आती है तो यह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की ओर निर्देशित किया जाता है तो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर द्वारा सामना किए जाने के बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में संग्रहीत किया जाता है और डिकोडर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स आउटपुट एक डिकोडर में जाएगा और डिकोडर उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा और आंतरिक क्लॉक जनरेटर हैं तो आंतरिक रूप से यह 3125 मेगाहर्ट्ज़ है और बाह्य रूप से यह 625 मेगाहर्ट्ज़ है तो जो क्रिस्टल जुड़ा हुआ है वह 625 मेगाहर्ट्ज़ का है और उत्पन्न होने वाली आंतरिक क्लॉक 3125 मेगाहर्ट्ज़ है एड्रेस और डेटा बसों को देखते हुए एड्रेस बस में 8 सिग्नल लाइनें A8 A15 हैं जो यूनिडायरेक्शनल हैं और अन्य 8 बिट तो वे वापस मल्टिप्लैक्सेड हैं मतलब की टाइम शेयर्ड है आठ बिट डेटा बस के साथ तो यह लाइनें A 0 से A 7 है तो वे वास्तव में निचले क्रम की एड्रेस बस हैं तो वे डेटा बस के साथ मल्टीप्लेसेड की तरह कार्य करते हैं तो डेटा बस 8 बिट केवल इतना है डी 0 से डी 7 तो यह उस के साथ मल्टीप्लेसेड है तो विचार यह है कि जब यह एड्रेस बस मूल्य आवश्यक है तो उस बिंदु पर डेटा बस का मूल्य आवश्यक नहीं है और यदि आवश्यक हो तो हमें इसका ध्यान रखना होगा लेकिन यह मानते हुए कि उनका एक साथ उपयोग नहीं किया जाता है हम उनके उपयोग को मल्टीप्लेक्स करते है तो यह वह तरीका है यह मल्टीप्लेक्सिंग का मूल विचार है जब मुझे एक लाइन पर 2 आइटम मल्टीप्लेक्स किए गए हैं तो 2 आइटम एक साथ उपयोग नहीं किए जाते हैं तो मैं एक समय में एक ही उपयोग कर सकता हूँ तो एक मल्टिप्लैक्सेड फैशन में लेकिन हम देखेंगे कि यह हमेशा विशेष रूप से 8085 के लिए सच नहीं है ऐसा नहीं है कि इस एड्रेस और डेटा बसों की एक साथ जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप मेमोरी से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो यह मेमोरी की आवश्यकता है कि एड्रेस स्थिर हो जब वह डेटा को उस डेटा बस पर डाल रहा हो जहां एड्रेस बस का मूल्य भी स्थिर होना चाहिए तो यह उस अर्थ में एक सही मल्टीप्लेक्सिंग नहीं है लेकिन जहां तक प्रोसेसर का संबंध है तो यह इस अर्थ में मल्टीप्लेक्सिंग है कि एड्रेस बस और डेटा बस के लिए लाइनों के समान सेट का उपयोग किया जा रहा है तो इंस्ट्रक्शंस के निष्पादन के दौरान तो ये लाइनें प्रारंभिक भाग के दौरान एड्रेस बिट्स को ले जाती हैं और फिर निष्पादन के बाद के भाग के दौरान डेटा बस डेटा बिट्स को ले जाती हैं तो शुरुआत में वे एड्रेस बिट्स को अंत में यह डेटा बिट्स को ले जाएगा डेटा से एड्रेस को अलग करने के लिए हम एक लैच का उपयोग कर सकते हैं हम देखेंगे कि मैं क्या बात कर रहा था कि यह प्रारंभिक भाग और बाद के भाग की परिभाषा है तो यह थोड़ा फजी है तो सीमा कहां है यह बहुत स्पष्ट नहीं है तो एक डिजाइनर के रूप में सुरक्षित पक्ष पर होने के परिणामस्वरूप तो जो करने की आवश्यकता है वह बाहरी रूप से हम इस एड्रेस बस और डेटा बस को अलग करते हैं यह हम इस एड्रेस बस और डेटा बस की डीमल्टीप्लेसिंग करके करते हैं ताकि संचालन ठीक से हो सके तो यह हमें एड्रेस और डेटा बस को डीमल्टीप्लेसिंग करने की अवधारणा में लाता है तो यह उच्च क्रम एड्रेस बिट्स एड्रेस के वे बस पर बने रहेंगे तो हमें लाइनों ए 8 से ए 15 तक कोई समस्या नहीं है क्योंकि वे 3 क्लॉक पीरियड की अवधि के लिए बस में रहते हैं तो हम बाद में देखेंगे कि 8085 जब मेमोरी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो इसे 3 क्लॉक साइकिल की आवश्यकता होती है जिस बिंदु से एड्रेस बस में एड्रेस लगाया जाता है जब तक कि मेमोरी डेटा को डेटा बस में डाल देगा और प्रोसेसर पर मूल्य आता है तो यह 3 क्लॉक साइकिल लेता है तो पहले क्लॉक साइकिल में यह उच्च क्रम एड्रेस बस में उच्च क्रम एड्रेस बिटA8 से A15 होगा और निचले क्रम के एड्रेस बस में इसका मान A 0 से होगा और यह A 8 से A 15 होगा यह पुरे 3 क्लॉक साइकिल अवधि के लिए रखेगा पर A0 से A7 उनके मान एक क्लॉक साइकिल के लिए रखे जाएंगे और स्वाभाविक रूप से आपको उन्हें बाहरी रूप से लैच करने की ज़रुरत है या बाहरी रूप से बचाने की आवश्यकता है तो वे शेष 2 चक्रों में नहीं खो जाये यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमें पूरे 3 क्लॉक साइकिल के लिए पूरा एड्रेस मिला है तो हमें एड्रेस बिट्स ले जाने के लिए इस AD 0 से 7 के मूल्य को बचाने के लिए कुछ बाहरी लैच का उपयोग करने की आवश्यकता है तो यह ALE सिग्नल के माध्यम से किया जाता है तो यह जो क्या किया जाता है कि क्लॉक साइकिल में और इस पहली क्लॉक साइकिल में इस अड्रेस बिट्स लाइन AD0 से AD7 पर लगाया जाएगा जो कि बिट्स A0 से A7 है और यह ALE सिग्नल प्रोसेसर द्वारा उत्पन्न होता है तो बाहरी रूप से हम इन ALE सिग्नल का उपयोग इन मानों A 0 से A 7 को कुछ अस्थायी रजिस्टर में रखने के लिए कर सकते हैं और वहां से यह अस्थायी रजिस्टर तब भी मौजूद रहता है जब ALE सिग्नल को हटा दिया जाता है वहां मूल्य वह लाचेड़ रहता है और यह अस्थायी रजिस्टर उस रजिस्टर में अंतिम रहता है और वहाँ से हम मेमोरी के लिए एड्रेस लाइन्स ड्राइव कर सकते हैं